कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम IPv4 की संकल्पना को देख रहे थे तथा हमने सबनेटिंग एवं सुपरनेटिंग की सहायता से क्लासफुल एवं क्लासलैस ऐड्रेसिंग स्कीम की संकल्पना को भी देखा आज हम सबनेटिंग एवं सुपरनेटिंग में एक विशिष्ट उदाहरण एवं वृहत एड्रेस पूल देखेंगे और यह भी देखेंगे कि एक दिए गए वृहत एड्रेस पूल में से आप किस प्रकार मल्टीपल सबनेट का निर्माण करेंगे हमने सीआईडीआर में यह मौलिक ऐड्रेसिंग फॉर्मेट को देखा है जिसमें आपके पास एक आईपी ऐड्रेस तथा एक संबंधित सबनेट मास्क होता है सबनेट मास्क यह निर्धारित करता है कि आपके सबनेट आईपी फील्ड में कितने बिट्स हैं यहां इस उदाहरण में आप देख सकते हैं यह आपके पास 8 और 4 यानी 12 बिट्स आपके नेटवर्क आईपी में है तथा शेष बिट्स होस्ट ऐड्रेस के लिए हैं यह आपको सब नेट बाउंड्री देता है तो यह बिट्स आपके सबनेट आईपी के लिए हैं तथा शेष बिट्स इस सबनेट में होस्ट को आईडेंटिफाई कर रहे हैं आइए सबनेटिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि नेटवर्क में हम यह समझ सके कि नेटवर्क में इस प्रकार के हायरारकीकल ऐड्रेसिंग की संकल्पना को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं कल्पना कीजिए कि एक नेटवर्क का आईपी ऐड्रेस 2031100016 है तो सीआईडीआर नोटेशन में स्लैश 16 16 का मतलब यह है कि आपके पास नेटवर्क आईपी फील्ड में 16 बीट्स है तथा शेष 32 16 यानी होस्ट ऐड्रेस के लिए यह 16 बिट्स है तो यही एड्रेस पूल है जो आप को दिया गया है मान लीजिए यह ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है इस ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में यहां यह बॉर्डर राउटर हैं तो सेंट्रल आईपी एलोकेशन अथॉरिटी जिसे इंडिया में पी एन आई सी कहा जाता है इससे यह आईपी एड्रेस का पूल 2031100016 यह प्राप्त होता है तो यह आईपी एड्रेस है जो इस पूरे नेटवर्क को दर्शाता है इस नेटवर्क में मान लीजिए ऑर्गनाइजेशन इस नेटवर्क को 3 सबनेट्स में विभाजित करना चाहता है इस नेटवर्क में मेरे पास यह 3 सबनेट्स है आप यहां स्लाइड में यह 3 अलग अलग सबनेट्स देख सकते हैं जो कि 3 अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं इन्हें ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहता है अब यहां प्रश्न यह आता है कि आप इस पूरे एड्रेस पूल को तीन अलग अलग सबनेट्स में कैसे विभाजित करेंगे तो पहला प्रश्न यह है कि इन 3 सबनेट्स के लिए आपको कितने बिट्स की आवश्यकता होगी वास्तव में इन 3 सबनेट्स को क्रिएट करने के लिए हमें 2 बिट्स के बजाय 3 बिट्स की आवश्यकता है 2 बिट क्यों नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबनेट ऐड्रेसिंग फील्ड में ऑल 0s और ऑल 1s को अवॉइड करना चाहते हैं तो यह 20311000 16 आईपी एड्रेस यह कहता है कि 203110 यह मेरे नेटवर्क एड्रेस पार्ट का हिस्सा है और इसके बाद मेरे पास 16 अलग अलग बिट्स है इन 16 बिट्स में से पहले 8 बिट्स यहां पर और अगले 8 बिट्स यहां पर हैं और इन दोनों को मिलाकर यानी 8 बिट्स और 8 बिट्स कुल 16 बिट्स हैं जिन्हें मैं सबनेट्स क्रिएट करने में प्रयोग कर सकता हूं अब देखिए जब भी मैं सबनेट क्रिएट कर रहा हूं और अगर मुझे 3 सबनेट क्रिएट करने हो तो मुझे होस्ट से कुछ निश्चित संख्या के बिट्स लेने होंगे अब जब भी 3 सबनेट्स क्रिएट करने के लिए हम होस्ट से कुछ निश्चित संख्या के बिट्स ले रहे हैं और हम 2 बिट्स नहीं लेते हैं अगर आप 2 बिट्स ले रहे हो मान लीजिए आपने यहां 2 बिट्स लिए हैं तो आपका एक सबनेट आईपी हो सकता है 01 और इसके बाद यह होस्ट एड्रेस पार्ट दूसरा सबनेट आईपी हो सकता है 10 और इसके बाद यह होस्ट एड्रेस पार्ट तीसरे सबनेट अगर देखें तो यह हो सकता है 11 अथवा 00 अगर आप यहां ऑल 0s और ऑल 1s का प्रयोग कर रहे हो तो निश्चित तौर पर समस्या हो सकती है आइए देखते हैं यह समस्या क्या है सबनेट में ऑल 0s और ऑल 1s का प्रयोग करने पर ऐसी समस्या हो सकती है मान लीजिए एक सबनेट आईपी में आप ऑल 0s का प्रयोग कर रहे हैं इस राउटर का आईपी ऐड्रेस 1921680016 है अब मान लीजिए आप इस 0 को लेकर एक सबनेट क्रिएट करते हैं यह 0 इस सबनेट के इंडिकेशन पार्ट में है अब मैं इसे 2 सब नेट में विभाजित करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं इस सब नेट में दर्शाने के लिए मैं 0 का प्रयोग कर रहा हूं तथा इस 1 का प्रयोग इस दूसरे सबनेट को दर्शाने के लिए कर रहा हूं अगर आप इस सबनेट को दर्शाने के लिए इस 0 का प्रयोग करते हैं तो नेटवर्क एड्रेस पार्ट और सबनेट एड्रेस पार्ट को कंसीडर करते हुए अब मेरे पास 17 बिट्स हैं जिनका प्रयोग इस सबनेट को दर्शाने के लिए किया गया है इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस सबनेट को आईडेंटिफाई करने के लिए 0 का प्रयोग करते हैं तो इस सब नेट के लिए नेटवर्क ऐड्रेस तथा आपके ओरिजिनल नेटवर्क के लिए नेटवर्क एड्रेस दोनों बराबर होंगे इस सबनेट के लिए नेटवर्क एड्रेस 19216800 होगा तथा इस दूसरे सबनेट के लिए भी नेटवर्क एड्रेस 19216800 ही होगा यही कारण है कि हम ऑल 0s सबनेट से बचते हैं क्योंकि अगर आप ऑल 0s सबनेट का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम सबनेट 0 कहते हैं तो अगर आप ऑल 0s सबनेट का प्रयोग कर रहे हैं आपके सामने यह समस्या हो सकती है कि आपका सबनेट आईपी आपके ओरिजिनल नेटवर्क आईपी के बराबर हो जाए उसी प्रकार से ऑल 1s सबनेट के लिए आप यहां देख सकते हैं जब भी आप 1921680017 इस प्रकार का एक सबनेट क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पर इस 1 को मैं सबनेट आईडेंटिफायर सबनेट इंडिकेटर की तरह ले रहा हूं अगर मैं इस 1 को सबनेट इंडिकेटर की तरह लेता हूं तो इस स्थिति में मेरा सबनेट आईपी 192168128 0 हो जाता है यानी यह 1 और इसके बाद ऑल 0s अगर यहां यह 1 है और इसके बाद ऑल 0s तो यह डेसिमल फॉर्मेट में 128 हो जाता है इस स्थिति में आप इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आई पी का पता लगाने की कोशिश करते हैं इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आईपी होस्ट बिट्स में ऑल 1s तथा इसके बाद अगले 8 बिट्स ऑल 1s के बराबर होगा आप देखिए ये 255 के बराबर है और यह भी 255 के बराबर है तो इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आईपी 192168255255 होगा ओरिजिनल सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा ओरिजिनल सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आईपी को देखते हैं तो अब क्योंकि यह 16 बिट्स मुझे इन ऑल बिट्स को 1s बनाने की आवश्यकता है यह 192168 और इसके बाद ऑल 1s और इसके बाद पुनः ऑल 1s तो यह अब 192168255255 हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आई पी ओरिजिनल सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आईपी के बराबर है ऑल 1s सबनेट में यह समस्या आती है यदि आप इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट आईपी प्राप्त करते हैं तो ऑल 0 सबनेट यह अलग होगा और यह 1921680 इसके बाद 7 बिट्स ऑल 1s और फिर अगले 8 बिट्स ऑल 1s होंगे तो यह अलग है यहां समस्या यह होती है कि सबनेट का नेटवर्क आईपी और ओरिजिनल नेटवर्क का नेटवर्क आईपी दोनों बराबर हो जाते हैं सबनेट 0 या सबनेट 1 में यही समस्या होती है समस्या यह हो जाती है की ओरिजिनल नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी आपके सबनेट के ब्रॉडकास्ट आई पी के बराबर हो जाता है और यही कारण है कि हम सबनेट आईपी फील्ड में ऑल 0s अथवा ऑल 1s का प्रयोग नहीं करते पिछले उदाहरण में देखें तो यदि आप 3 सबनेट को दर्शाने के लिए 2 बिट्स का प्रयोग करने जा रहे हैं तो या तो आपको 00 को सब नेट के हिस्से के रूप में प्रयोग करना होगा या 01 को अपने सबनेट आई पी के हिस्से के रूप में प्रयोग करना होगा ऑल 0s और ओ 1s को अवॉइड करने के लिए आप इसका प्रयोग करना नहीं चाहते हैं और इसलिए आप इस सब नेट के लिए 3 बिट्स का प्रयोग करते हैं या आप को 3 बिट्स की आवश्यकता होती है यदि आप इस सबनेट को करने के लिए 3 बिट्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपके सबनेट आईपी का आईपी 100 सबनेट 2 के लिए 101 तथा सबनेट 3 के लिए 110 हो सकता है शेष 13 बिट्स का प्रयोग सबनेट्स में होस्ट के ऐड्रेसिंग के लिए हो सकता है इस स्थिति में अगर आप 100 को सबनेट आई पी के रूप में प्रयोग कर रहे हो तो सबनेट यह 203110158019 हो जाता है क्योंकि हम सबनेट को दर्शाने के लिए होस्ट एड्रेस से 3 बिट ले रहे हैं इसलिए सबनेट मास्क 16 और 3 यानी 19 हो जाता है दूसरा सबनेट में यदि आप 101 का प्रयोग कर रहे हो तो दूसरा सबनेट डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में 203110160019 यहां पर डेसिमल नंबर 160 बायनरी 101 और इसके बाद 5 बिट्स ऑल 0s यानी 10100000 के बराबर है तीसरे सबनेट में यदि आप 110 का प्रयोग कर रहे हो तो इसका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट 203110192019 होता है जहां डेसिमल नंबर 192 बायनरी 110 और इसके बाद 5 बिट्स ऑल 0s यानी 11000000 के बराबर है इस प्रकार से दिए गए नेटवर्क आईपी इसमें आप तीन अलग अलग सब नेट क्रिएट कर सकते हैं आइए सीआईडी आर एक और ठोस उदाहरण देखते हैं मैंने आईआईटी खड़कपुर का एक दृश्य लिया है आप स्लाइड में देख सकते हैं यह हमारा कंप्यूटर एंड इनफॉर्मेटिक्स सेंटर है तो हमारा सीआईसी और इन्होंने पी एन आई सी से आईपी पूल लिया है मान लीजिए आईपी पूल जो यह प्राप्त कर रहे हैं 2031100019 है उन्हें यह आईपी पूल दिया गया है इसका मतलब यह है कि 19 बिट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए हैं और इसके बाद शेष बिट्स यानी 32 19 अर्थात 13 बिट्स तो यह 13 बिट्स होस्ट एड्रेस के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं अब होस्ट एड्रेस में कुल 13 बिट्स है जो कि आईटी खड़कपुर में है अब कल्पना कीजिए कि हम आईआईटी खड़कपुर के सिर्फ तीन अलग अलग डिपार्टमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सीएसई कंप्यूटर साइंस बी जी एस ओ एम विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई आप कल्पना कीजिए कि सीएसई में 2000 होस्ट है बी जी एस ओ एम में 500 होस्ट हैं तथा ईई में 500 होस्ट हैं अब होस्ट फील्ड में इन 13 बिट्स के साथ आप 3 अलग अलग सब नेट क्रिएट करना चाहते हैं यानी एक सब नेट सीएसई के लिए दूसरा सब नेट बी जी एस ओ एम के लिए तथा तीसरा सब नेट ईई के लिए अब प्रश्न यह आता है कि इन 13 बिट्स के साथ आप यह कैसे करेंगे आइए पहले यह अनुमान लगाते हैं कि इतने होस्ट को एड्रेस करने के लिए मुझे कितने बिट्स की आवश्यकता होगी तो देखिए 2000 होस्ट को एड्रेस करने के लिए आप को कम से कम 11 बिट्स की आवश्यकता होगी क्योंकि 211 यह 2048 के बराबर है तो इन 11 बिट्स के साथ आप 2000 होस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं और इसके बाद 9 बिट्स की आवश्यकता होगी बी जी एस ओ एम को सपोर्ट करने के लिए इसके बाद 9 बिट्स का मतलब यह हुआ कि आप 512 माईनस 2 यानी 510 होस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं तो यह बी जी एस ओ एम के लिए है इसी प्रकार से आप को ईई के लिए 9 बिट्स की आवश्यकता होगी अब देखिए यह होस्ट 11 बिट्स का है तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप होस्ट को एड्रेस करने के लिए 11 बिट्स ले रहे हैं इसके बाद सिर्फ 2 बिट्स शेष हैं क्योंकि आपके पास यहां पर इस सबनेट मास्क से कुल 13 बिट्स हैं यानी आपके पास होस्ट को दर्शाने के लिए कुल 13 बिट्स है होस्ट को दर्शाने के लिए आप को इन 13 बिट्स में से 11 बिट्स की आवश्यकता है अब सबनेटिंग करने के लिए सिर्फ 2 बिट्स शेष है जैसा कि हमने पहले देखा भी है कि 2 बिट्स के प्रयोग से आप सही तरीके से सबनेटिंग नहीं कर सकते इसलिए यहां पर हम सुपर्नेटिंग की संकल्पना को अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं सुपर्नेटिंग की संकल्पना को हम कैसे अप्लाई करते हैं तो हम करते क्या हैं हमारा ऐड्रेस स्पेस 2031100019 है और हमारे पास आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क के सभी होस्ट को सर्व करने के लिए 13 बिट्स उपलब्ध है हमें इस ऐड्रेस स्पेस को 3 सबनेट में विभाजित करने की आवश्यकता है हमने क्या देखा है कि होस्ट एड्रेस के लिए सी एस ई को 11 बिट्स बी जी एस ओ एम को 9 बिट्स और ईई को 9 बिट्स की आवश्यकता है 3 सबनेट को आईडेंटिफाई करने के लिए अब हमारे पास सिर्फ 2 बिट्स शेष है ऑल 0s और ऑल 1s को अवॉइड करने के लिए यह संभव नहीं है इसलिए हम यहां पर सुपरनेटिंग की संकल्पना को अप्लाई करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम वी जी एस ओ एम और ईई नेटवर्क को एक साथ कंबाइन करते हैं तो अगर आप वी जी एस ओ एम और ईई नेटवर्क को एक साथ कंबाइन करते हैं तो आइए देखते हैं कि होता क्या है तो हम वी जी एस ओ एम और ईई नेटवर्क को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं अब इनके पास 500 और 500 यानी कुल मिलाकर 1000 होस्ट हैं और इन 1000 होस्ट को एड्रेस करने के लिए होस्ट ऐड्रेस स्पेस पर 10 बिट्स पर्याप्त हैं शेष बचे हुए 2 बिट्स के साथ आप इनको दो अलग अलग सबनेट्स में विभाजित कर सकते हैं अब आप देखिए हम यहां क्या कर रहे हैं हम यहां पर इस अतिरिक्त राउटर को इन दोनों होस्ट के बीच हम रख रहे हैं इस राउटर की सहायता से हम इन दोनों सबनेट के कॉन्बिनेशन को एक नेटवर्क के रूप में ट्रीट कर सकते हैं अब मुझे इसे 3 सबनेट्स में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं इन 2 बिट्स के प्रयोग से मैं इसे 2 सबनेट्स में सुरक्षित तरीके से विभाजित कर सकता हूं अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं यह सीएसई को 11 बिट्स की आवश्यकता है वी जी एस ओ एम और ईई इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो इन्हें 11 बिट्स की आवश्यकता है मैं सभी होस्ट सर्व कर सकता हूं तो मैं क्या करता हूं मेरा ओरिजिनल नेटवर्क एड्रेस 2031100019 था आप यहां इसे स्लाइड में देख सकते हैं यह मेरा नेटवर्क एड्रेस प्लेस है और यह जो एक्स आप देख रहे हैं इसे हम होस्ट और एक सबनेट की तरह प्रयोग कर सकते हैं हम इन 2 बिट्स को लेते हैं इन 2 बिट्स के प्रयोग से हम इसे दो अलग अलग सबनेट्स में विभाजित करते हैं इसमें एक सबनेट सीएसई के लिए है तथा दूसरा सबनेट वी जी एस ओ एम और ईई के लिए आइए हम 1 0 बिट्स का प्रयोग सीएसई नेटवर्क को दर्शाने के लिए करें तो इन दोनों बिट की जगह पर अगर मैं 1 0 प्रयोग करूं तो सीएसई नेटवर्क में सभी होस्ट को एड्रेस करने के लिए अब मेरे पास यह 8 और 3 यानी कुल 11 बिट उपलब्ध है सीएसई नेटवर्क के लिए मेरा आईपी एड्रेस 20311016021 हो जाता है यह जो 21 है तो चूकि मैंने 2 बिट्स यहां नेटवर्क ऐड्रेस स्पेस पर लिए हैं इसलिए यह 19 और 2 यानी कुल 21 हो जाता है वी जी एस ओ एम और ईई नेटवर्क एड्रेस में आप यह स्लाइड में देखिए यह दोनों जो बिट्स हैं इनको मैं यहां पर 01 के तौर पर ले रहा हूं और इसलिए मैं ऑल 0s तथा ऑल 1s को अवॉइड कर रहा हूं वी जी एस ओ एम और ईई नेटवर्क जोकि सबनेट का कॉन्बिनेशन है या जिसे सुपरनेट भी कह सकते हैं इसका एड्रेस है 2031108021 आप यहां देख सकते हैं इस X के स्पेस में 1 के बाद सभी 0 बिट्स हैं जो इस प्रकार हम एक खास सबनेट के लिए नेटवर्क एड्रेस प्राप्त करते हैं यहां पर हमने यह एड्रेस वी जी एस ओ एम और ईई नेटवर्क के लिए प्राप्त किया है तो यह वस्तु स्थिति है यह मेरा पूरा एड्रेस पूल था मैंने इसे दो सबनेट्स में विभाजित किया एक सबनेट सीएसई को जा रहा है तथा दूसरा सबनेट इस राउटर से होते हुए यानी इस इंटरमीडिएट सुपर नेटिंग राउटर से होते हुए जिसे मैंने यहां स्थापित किया है तो इस राउटर के बाद मैंने इस एड्रेस पूल को फिर से दो अलग अलग सबनेट्स में विभाजित किया है इसमें एक सबनेट वीजीसॉम के लिए है तथा दूसरा ईई के लिए या हम देखते हैं कि नेटवर्क ऐड्रेस स्पेस के लिए 21 बिट्स प्रयुक्त हो चुके हैं यानी मेरे पास अब कुल 11 बिट्स शेष है तो कुल 11 बिट्स शेष है वीजीसॉम को 9 बिट्स की आवश्यकता है और ईई को भी 9 बिट्स की आवश्यकता है तो अब मेरे लिए यह आसान है देखिए वीजीसॉम को 9 बिट्स की आवश्यकता है और ईई को भी 9 बिट्स की आवश्यकता है यह मेरा नेटवर्क एड्रेस है तो इस नेटवर्क एड्रेस में मैंने इन दोनों बिट्स को पहले ही सबनेटिंग के चरण में वीजीसॉम और ईई के कॉन्बिनेशन बनाने के दौरान इस्तेमाल कर लिया था अब हम अगले 2 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो अब इन दोनों बिट्स के प्रयोग से मैं वीजीसॉम नेटवर्क और ईई नेटवर्क इन दोनों के बीच फर्क कर सकता हूं आप यहां स्लाइड में देखिए इस XX प्लेस में वीजीसॉम नेटवर्क के लिए मैं नेटवर्क आई पी 1 0 दे रहा हूं तथा ईई नेटवर्क के लिए मैं नेटवर्क आई पी 0 1 दे रहा हूं और इस प्रकार से मैं वीजीसॉम नेटवर्क ऐड्रेस 20311012023 यह प्राप्त करता हूं पहले यह 21 था मैं यहां होस्ट से 2 बिट्स ले रहा हूं और फिर इसे नेटवर्क पर पुट कर रहा हूं ताकि सब नेट मास्क 23 हो जाए और यह ईई नेटवर्क एड्रेस है 20311010023 जहां यह 10 डेसिबल फॉर्मेट में दस है इस प्रकार मैं सबनेटिंग और सुपरनेटिंग की सहायता से दिए गए इस पूरे आईपी ऐड्रेस स्पेस को हायरारकिकल तरीके से दो अलग अलग सब नेट्स या तीन अलग अलग सब नेट्स में विभाजित करने में सक्षम हूं आरंभ में हमने इसे दो अलग अलग सबनेट्स में विभाजित किया जहां एक ओर सीएसई था तथा दूसरी ओर वीजीसॉम और ईई का कॉन्बिनेशन था इसके अगले चरण में मैंने इन को पुनः विभाजित किया और आईपी एड्रेस का सेकंड लेवल वीजीसॉम नेटवर्क और ईई नेटवर्क को दिया इस प्रकार से हायरारकीकल तरीके से जब आपने एक बार अपने इंस्टिट्यूट के लिए आईपी ऐड्रेस पूल को प्राप्त कर लिया हो तब आप इसे मल्टीपल मौलर सबनेट्स में विभाजित कर सकते हैं और साथ ही इंडिविजुअल सबनेट्स को आईपी ऐड्रेसेस एलोकेट कर सकते हैं सीआईडीआर में एक अन्य दिलचस्प तथ्य यह है कि क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की फिक्स्ड क्लास बाउंड्री नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं तब हम वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं तो हम वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग का प्रयोग करते हैं यह वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है क्या अगर आप इस सीआईडी आर के उदाहरण में देखे तो यह वास्तव में हम फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम इसे 2 सबनेट्स में विभाजित कर रहे हैं और दोनों सबनेट्स के लिए हम 21 को नेटमास्क के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं इसी प्रकार से सेकंड लेवल में जब भी हम इसे वीजी सॉम तथा ईई में विभाजित कर रहे हैं तो हम पुनः दोनों सबनेट के लिए 23 जो कि इक्वल लेंथ अथवा सिमिलर लेंथ अथवा फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क अथवा नेटमास्क है का प्रयोग कर रहे हैं सीआईडी आर आपको इस प्रकार से फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क का प्रयोग करने से नहीं रोकता आप वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक सबनेट के लिए आप एन लेंथ का सबनेट मास्क ले सकते हैं उसी नेटवर्क में अन्य सबनेट के लिए आप एम लेंथ का सबनेट मास्क ले सकते हैं जो कि एन से अलग है आइए देखते हैं कि इस उदाहरण के लिए आप वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का उपयोग कैसे करते हैं तो आइए वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का उदाहरण देखते हैं कल्पना कीजिए कि आप को नेटवर्क आईपी जो दिया गया था वह यह है 2021100020 इसके साथ ही आपके पास 20 बिट्स नेटवर्क आईपी ऐड्रेस स्पेस में या नेटवर्क प्रीफिक्स के हैं आपके पास होस्ट के लिए 12 बिट्स है अगर आपके पास होस्ट के लिए 12 बिट्स है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 212 2 होस्ट की संख्या को यानी 1024 मायनस 2 यानी 1022 होस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं अब आप कल्पना कीजिए कि आप इससे 3 अलग अलग सबनेट्स में विभाजित करना चाहते हैं 3जहां सबनेट 1 में 1000 होस्ट हैं सबनेट 2 में 500 होस्ट हैं तथा सबनेट 1 में 500 होस्ट हैं तो इस स्थिति में सबनेट 1 के लिए आपको 10 बिट्स की आवश्यकता होगी क्योंकि 212 यह 1024 के बराबर है सबनेट 2 के लिए आपको 9 बिट्स की आवश्यकता होगी तथा सबनेट 3 के लिए आपको 9 बिट्स की आवश्यकता होगी अब देखिए अगर आप सबनेटिंग के लिए 10 बिट्स का उपयोग कर रहे हो तो यहां आपके पास केवल 2 बिट्स ही उपलब्ध है यदि आप सभी सबनेट के लिए फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप को सभी सबनेट्स में कम से कम 1000 होस्ट के लिए यह प्रावधान रखना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों सबनेट्स एस 1 एस2 तथा एस3 में 1000 ही होस्ट की महत्तम संख्या है तो इस एलोकेशन में होस्ट एड्रेस पार्ट के लिए आप को 10 बिट्स की आवश्यकता है तथा 2 बिट्स नेटवर्क प्रीफिक्स के लिए शेष है अगर यह 2 बिट्स नेटवर्क प्रीफिक्स के लिए शेष है तो केवल ऑल 0s तथा ऑल 1s सबनेट को अवॉइड करते हुए आप यह नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन 2 बिट्स के साथ आप 00 तथा 11 सबनेट प्रीफिक्स के तौर पर को अवॉइड कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का उपयोग करते हुए आप यह कर सकते हैं अब यह वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या होगा मान लीजिए मेरा नेटवर्क आई पी एस 1 के लिए इसमें 202110 इस प्रकार होगा मैं यहां सबनेट मास्क को दर्शाने के लिए 2 बिट्स ले रहा हूं तो एस 1 के लिए मैं यह 2 बिट्स 01 ले रहा हूं और शेष सभी होस्ट बिट्स हैं जिन्हें में X के रूप में लिख रहा हूं आप यह स्लाइड में देख सकते हैं तो एस 1 के लिए मेरा नेटवर्क एड्रेस 20211010xxxxxxxxxxxxxx होगा अब देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं पहले मेरा नेट मास्क 20 था अब मैं इससे 2 बिट्स ले रहा हूं तो अब नेट मास्क 22 बिट्स का हो जाता है अब अगर इसे S2 और S3 के संदर्भ में देखें तो यहां पर इन दोनों होस्ट के लिए वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की सहायता से 22 को नेट मास्क के तौर पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है हालांकि इसे सीआईडीआर में सपोर्ट किया जाता है तो यहां आप क्या कर सकते हैं यहां आप 3 बिट्स ले सकते हैं और जब आप 3 बिट्स ले रहे हो तब आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है मैं बताता हूं वह सावधानी क्या है S2 का आई पी 202110101यहां यह 3 बिट 101 यह बायनरी में है तो 101 के बाद यह सभी x बिट्स होंगे तो नेट मास्क इस प्रकार होगा 202110 101xxxxxxxxxxxxx आप देख सकते हैं यहां मैं 101 ले रहा हूं लेकिन जब भी मैं 101 ले रहा हूं तो इसमें दिलचस्प तथ्य यह है कि इस 101 में 01 इसका प्रीफिक्स नहीं है अगर आप 101 के स्थान पर 010 लेते हैं तो इस स्थिति में 010 सबनेट S1 का होस्ट हो सकता है इसलिए 101 के स्थान पर 010 नहीं लेना चाहिए हमें 010 नहीं लेना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि हमें कुछ ऐसा नहीं लेना चाहिए जो रीजन का प्रीफिक्स नहीं हो रहा हो इसी प्रकार से S3 के लिए मैं सब नेट को 202110100xxxxxxxxxxxxx23 इसमें 100 और इसके आगे के बिट्स बायनरी में है इस प्रकार लिख सकता हूं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के उपयोग से जहां में S1 में 22 का सबनेट मास्क के तौर पर प्रयोग कर रहा हूं S2 में 23 का सबनेट मास्क के तौर पर प्रयोग कर रहा हूं और S3 में पुनः 23 का सबनेट मास्क के तौर पर प्रयोग कर रहा हूं इस प्रकार से मैं आईपीएल ऐलोकेशन की समस्या को हल करने में सक्षम हो पाया हूं जो कि फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में संभव नहीं था सीआईडी आर यह एक लाभ है जिन उदाहरण पर आज मैंने आपके साथ चर्चा की है ये आपको एक आईडिया देते हैं कि नेटवर्क में होस्ट के IPv4 ऐड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करते हुए आप प्रभावी तौर पर एक मशीन के लिए आईपी ऐलोकेशन कैसे कर सकते हैं आईपी हायरारकी को कंसीडर करते हैं तो आपके पास नेटवर्क एड्रेस है जो नेटवर्क को यूनीकली आईडेंटिफाई करेगा इसके बाद आपके पास होस्ट एड्रेस है जो कि नेटवर्क में होस्ट को यूनीकली आईडेंटिफाई करेगा तो इस प्रकार से नेटवर्क में सभी होस्ट के लिए यूनिक एड्रेस अथवा यूनिक IPv4 एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम एड्रेस हायरारकी की संकल्पना का उपयोग करते हैं अगली कक्षा में हम सीआईडीआर राउटिंग मेकैनिज्म को देखेंगे जिसका उपयोग IPv4 के प्रयोग से किया जा रहा है हम यह भी देखेंगे कि नेटवर्क ऐड्रेस ट्रांसलेशन n की संकल्पना की सहायता से आप IPv4 एड्रेस इसको कैसे प्रभावी तौर पर उपयोग कर सकते हैं हम IPv6 की संकल्पना को भी संक्षेप में देखेंगे तथा मैं आपको इस पर थोड़ा ओवरव्यू अभी भी दूंगा कि यह क्या है और यह IPv4 से कैसे अलग है एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इस कंप्यूटर नेटवर्क में IPv6 ऐड्रेसिंग में एक बड़ी विफलता रही है इसके पीछे का कारण क्या है हम इसकी चर्चा करेंगे और यह आपके लिए निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद